नमस्ते मैनुफेक्चुरिंग सिस्टम टेक्नालजी भाग 2 मॉड्यूल 9 में आपका स्वागत है आज हम सिर्फ इस विफलता विधि प्रभाव विश्लेषण तकनीक पर ध्यान केंद्रित करेंगे पिछले व्याख्यान में हम एक तंत्र को पहचानने की कोशिश कर रहे थे जिसमे विभिन्न प्रकार के ध्वनि कारकों से संबंधित कारक और साथ ही कई बाहरी कारकों के साथ साथ एकल कारकों को भी देखा जो इंजीनियरिंग प्रणाली के लिए होने चाहिए और कारक फिर से एक बार नियंत्रणीय और अनियंत्रणीय रूप से वर्गीक्रत होने चाहिए इसलिए आखिरकार वे उस प्रणाली की प्रतिक्रिया देते हैं जो हम उत्पन्न करते हैं इसके बाद एक ट्रांजिस्टर परिपथ पर यह समझने की भी कोशिश करें कि वास्तव में परिवर्तनशीलता क्या होगी कौन से कारक डिजाइनरों के लिए मूल्यवान मोड है क्या नियंत्रणीय कारक है जो कि आप ज्यादातर संचालकों से संबंधित हैं आदि के बारे में जानते हैं आज हम इस पूरी तकनीक FMEA की जांच करने जा रहे हैं जो गुणवत्ता नियंत्रण के लिए बहुत महत्वपूर्ण तकनीक है और आप विशेष रूप से प्रक्रियाओं के स्तर पर गुणवत्ता कार्यान्वयन को जानते हैं इसलिए अधिकांश उद्योग विशेष रूप से ऑटोमोबाइल उद्योग वगैरह बहुत हद तक FMEA विश्लेषण करते हैं और भागों या घटकों के हर स्तर और संयोजन प्रक्रिया के संबंध में भी जुड़नार करते हैं तो वास्तव में यह FMEA क्या है FMEA शब्द का अर्थ वास्तव में विफलता विधि प्रभाव विश्लेषण तकनीक है यह एक महत्वपूर्ण तकनीक है जो उद्योग में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है और जैसा कि मैंने बड़े ऑटो निर्माता के बारे में बताया है और आम तौर पर उत्पाद में सुधार के संदर्भ में इसकी गुणवत्ता में से प्रत्येक को संतुष्ट करने के लिए ग्राहकों की अतिरिक्तता जैसे कुछ लक्ष्य को जारी रखता है जो जीविका और व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए FMEA ने वास्तव में प्रक्रिया नियंत्रण स्तर पर काम करने वाले कई इंजीनियरों का घी निकालना शुरू किया है और इसका वर्णन इस तरह किया जा सकता है कि यह किसी उत्पाद या प्रक्रिया की संभावित विफलता को पहचानने और उसका मूल्यांकन करने के उद्देश्य से की गयी गतिविधियों का एक व्यवस्थित समूह है और इसके परिणामस्वरूप प्रभाव तो आपको विभिन्न विफलताओं के कारण को नीचे सूचीबद्ध करना होगा और फिर आपको फिर से सबसे महत्वपूर्ण कारण की पहचान करनी होगी यही FMEA विश्लेषण का पूरा उद्देश्य है और फिर जो संभावित विफलता की संभावना को समाप्त या उत्पन्न कर सकते हैं जैसे एक ऑटोमोटिव पेंट शॉप का एक विस्तृत प्रक्रिया उदाहरण देने जा रहा हूं जिसमे FMEA एक पेंटिंग प्रक्रिया में लगाया जा सकता है जहां मैं समझ सकता हूं कि क्या अधिक वास्तविक या व्यावहारिक रूप से बताने से हम समस्या को पहचान सकते हैं और क्या उसका मूल्यांकन कर सकते हैं और क्या समस्या के कारण को समाप्त करने के लिए पलट उपायों की पहचान कर सकते हैं और FMEA को पूरी प्रक्रिया के लिए एक दस्तावेज की आवश्यकता है और संपूर्ण विचार यह है कि एक बार विफलता मोड के अध्ययन और उसका मूल्यांकन के साथ साथ क्षमता को व्यवस्थित करने के लिए आप ऐसी कार्रवाई जानते हैं जो इस तरह की विफलता मोड को समाप्त कर सकती है और साथ ही मूल्यांकन का दस्तावेजीकरण भी किया जाता है कि भविष्य में ऐसी समस्याएँ हैं या नहीं एक प्रक्रिया अनियंत्रित या बाहर जाने वाली प्रक्रिया के कारण समस्याएँ बड्ती हैं या इसके लिए जो भी दिशा निर्देश हैं उनका पालन करना चाहिए ताकि उद्योग के लिए पिछले प्रलेखन से संदर्भ का उपयोग करके इसे जल्दी से वापस पथ पर लाया जा सके तो इस कारण से इस विशेष मामले में दस्तावेजीकरण प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है तो यह संभावना को परिभाषित करने की डिजाइन प्रक्रिया का पूरक है डिजाइन प्रक्रिया क्या है ग्राहक को संतुष्ट करना और यह एक सामान्य दृष्टिकोण है जिसका उपयोग विफलता मोड की पहचान करने और तंत्र के प्रदर्शन पर प्रभावों का विश्लेषण करने के लिए एक निवारक रणनीति विकसित करने के उद्देश्य से किया जा सकता है तो यह विफलता विधि प्रभाव विश्लेषण तकनीक या FMEA के बारे में विश्लेषण करता है इसलिए आम तौर पर प्रक्रिया FMEA के लिए उपयोग की जाने वाली कार्यप्रणाली से होती है धारणा वास्तव में विभिन्न संभावित विफलताओं का लक्षण है और किसी विशेष प्रणाली के कारण हैं और असफलता को तीन महत्वपूर्ण विचारों द्वारा आगे बढ़ाया जा सकता है एक घटना घटती है तो इसका मतलब है कि कितनी बार एक विशेष विफलता मोड होता है अगर मैं रंग उतरने के बारे में बात कर रहा हूं या हो सकता है कि हम पेंटेड ऑटोमोटिव बॉडी में धूल का दाग कहें तो यह विफलता कितनी बार होती है यह पेंट स्टेट बॉन्ड से स्वचलन के अगले चरण तक जुड़ा हुआ था जो संयोजन चरण है इसलिए यह एक ऐसी स्थिति हो सकती है जहां हमें 300 वाहनों के बारे में कहना है कि 10 प्रतिशत पेंट वाहनों में 30 वाहन हैं जो पेंट किए गए धूल के दाग के स्थान को खराब कर रहे हैं तो यह विफलता है तो हर स्तर पर प्रक्रिया के बीच इसी तरीके से जानना है कि क्या यह एक भटकने वाली प्रक्रिया से आने वाला घटक है और यह एक घटक किसी चरण में आपकी प्रक्रिया में कैसे आता है आपको विफलता मोड की पहचान करनी है जो कि घटना की समग्र गुणवत्ता पर आकुल प्रभाव बनाये हुए है उदाहरण यह विफलता कितनी गंभीर है और एक ऑटोमोबाइल के चालक के जीवन और मृत्यु से संबंधित विफलता है या नहीं तो मान लीजिए कि व्हेयल नट वह रीति को पार कर जाता है और अंत में यह विशेष रूप से नट को तोड़ता है जो पहिया को माउंट करने के लिए उपयोग किया जाता है अब एक बहुत गंभीर समस्या है संचालकों की सुरक्षा तो जाहिर है विफलता की गंभीरता पहलु बहुत महत्वपूर्ण है जो घटना में पहला कदम है आवृत्ति जिसमें विफलता होती है दूसरा चरण गंभीरता है जिस पर आप मूल्यांकन कर रहे हैं कि यह विफलता एक होने वाली घटना है और अंत में जिसका पता लगाना है इसलिए यदि कोई विफलता मोड है और पता लगाने योग्य है तो जाहिर है जो यह पहचानने में सक्षम होना चाहिए कि अपेक्षाकृत ऐसी गंभीर गतिविधियां हैं या नहीं लेकिन फिर यदि विफलता मोड का पता लगा रहे हैं तो यह वास्तविक मुद्दा या समस्या बन सकती है और यह ग्राहक के लिए सभी तरह से अनिर्धारित है जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है इसलिए यदि मैं असफलता से जुड़े सभी अलग अलग पहलुओं की पहचान करने के लिए गणितीय मूल्यांकन तंत्र विकसित करना चाहता हूं जैसे कि घटना की गंभीरता और पता लगाने के साथ साथ होने की बात और फिर हम विश्लेषण करते हैं ये पता लगाने के लिए यह कितनी गंभीर है तो वे किस तरह की विफलता मोड हैं जिसे आपको वास्तव में पहचानना चाहिए और इसे कभी भी पूरी प्रक्रिया पर नहीं होने देना चाहिए तो FMEA प्रक्रिया की शासकीय धारणा क्या है और हम अब मूल्यांकन करना पसंद करते हैं विशेष रूप से पेंट की कार्यशाला के लिए इस तरह की विफलता मोड जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम वास्तव में क्रम से श्रेणी में करने का प्रयास करेंगे इसलिए सबसे पहले पौराणिक कथाओं द्वारा श्रेणी क्रम का पता लगाने की गणितीय पौराणिक कथाओं का अध्ययन करें और फिर सबसे श्रेणी क्रम को एक बार कम से कम पहचानने की कोशिश करें तो ऐसी सभी विफलता मोड को खत्म करने का एक मौका हो सकता है जिसमें घटना का उच्च मूल्य काफी गंभीर होता है और फिर बहुत कम पता लगाने की संभावना या कठिन स्तर का पता लगाने की बहुत अधिक संभावना होती है इसलिए हम यह करेंगे इससे पहले कि वास्तव में अध्ययन करें कि श्रेणी कैसे की जाती है इसलिए मुख्य रूप से FMEA के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित चरणों की आवश्यकता होती है इसमे सबसे पहले आप प्रत्येक संचालन के लिए समस्याओं की पहचान करते हैं उदाहरण के लिए जब हम ऑटोमोटिव शॉप के बारे में बात करते हैं और हम संबंधित समस्याओं के बारे में जैसे किसी विशेष अंग के अंतिम संयोजन के रंग की बात करते हैं फिर शासी सदस्यों का समूह जो जुड़नार के साथ जुड़ा है वे सबसे अच्छे लोग होंगे और यह मूल रूप से भी है ऐसे लोग जो प्रक्रिया में हैं और जो जुड़नार कर रहे हैं जो उस विशेष विफलता मोड के उस विशेष घटक पर निर्णय लेंगे तो मूल रूप से आप कई तरीके से विचार प्रक्रिया को प्रस्तुत करते हैं जो एक प्रतिबद्ध विचार मंथन के माध्यम से सामने आते हैं और उनमें से एक उदाहरण के लिए हो सकता है कारण और प्रभाव आरेख जो गंदगी के साथ छुपे हुए को स्पष्ट करते हैं जिसे ईशिकावा आरेख के रूप में भी जाना जाता है या हेरिंगबोन आरेख उदाहरण के लिए मशीन विफलता के संभावित कारणों में एक यांत्रिक या विद्युत उपतंत्र विफलता उपकरण निरीक्षण उपकरण संचालक शामिल हो सकते हैं और इसके बाद तो इसका बहुत स्पष्ट रूप से सटीक समस्या के रूप में निर्धारित किया जाना है और विशेष समस्याओं के लिए जिम्मेदार कारक छोड़ देते हैं और फिर आप समस्या को समझने के लिए मूल के रूप में प्रवाह प्रक्रिया चार्ट का उपयोग कर सकते हैं जो कि समिति के सदस्यों के बीच संचार के लिए सामान्य आधार प्रदान करते हैं समय समय पर कुछ तथ्य भी एकत्र करते हैं और आप आवश्यक विश्लेषण करते हैं कि क्या तथ्य पहले से ही उपलब्ध है या नहीं तो उपलब्ध विश्लेषण को आप आधार के साथ कभी कभी एकत्रित करते हैं इसलिए ये सभी महत्वपूर्ण विचार काम करने वाले शब्दों के हैं हम निश्चित समय पर निश्चित क्षेत्र में आने वाली सभी समस्याओं की पहचान करते हैं और आपको संबंधित स्थानीय जनशक्ति से सीधे संबंधित होना होता है जो भाग या घटक के जुड़े होने में सहायता करता है इसलिए एक स्तर के व्यक्ति की व्यक्तिगत रूप से शामिल होने वाली प्रक्रिया बुद्धिशीलता का काम करती है क्योंकि वे विशेष स्तर पर उस उत्पाद की गुणवत्ता पर टिप्पणी करने के लिए सबसे अच्छे लोग होते हैं और संभावित विफलता मोड जो उस विशेष उत्पादन स्तर पर बाहर जाने में सक्षम हो सकते हैं तो अब आप समस्या को प्राथमिकता देते हैं तो आपने इस सांख्यिकीय विश्लेषण के माध्यम से समस्याओं का अध्ययन किया है और मैं वास्तव में आपको वहाँ कुछ आधारों को गुणवत्ता नियंत्रण के 7 या विभिन्न उपकरणों के बारे में बताऊंगा जो कुछ भी नहीं बल्कि प्रक्रिया है और फिर इस प्रक्रिया के आधार पर जो स्पष्ट तरीके से संगठित करने में सक्षम होना चाहिए एक निश्चित प्रक्रिया से संबंधित समस्याओं का तथ्य या एक निश्चित घटकों को इकट्ठा करेंगे इसलिए इसे उस विशेष क्रम में प्रलेखित किया जाना है जिसमे मैं FMEA गतिविधियों की समाप्ति पर चर्चा करूंगा सबसे पहले FMEA पर अधिक ध्यान केंद्रित करें लेकिन यह एक संगठित पद्धति है जिसमें यह प्रक्रिया का तथ्य सामने आएगा जो इन समस्याओं की पहचान करेगा और ये एक संभावित विफलता मोड हैं जो विशेष चरण से जुड़े हैं वह प्रक्रिया या प्रणाली से संबंधित है तो फिर आप समस्याओं को प्राथमिकता देते हैं एक बार जब आप समस्या की पहचान कर लेते हैं तो आप समस्या को प्राथमिकता देते हैं और वरीयता श्रेणी पर आधारित होती है और यह श्रेणी फिर से उन लोगों द्वारा की गई प्रक्रिया स्तर में ही शामिल हैं तो मूल रूप से श्रेणी का मतलब होगा कि एक श्रेणी क्रम के लिए कितनी बार समस्या होगी समस्या कितनी गंभीर है और फिर यह कितना मुश्किल या आसान है यह विशेष समस्या का पता लगाता है और फिर मूल रूप से इन श्रेणियों में से प्रत्येक को श्रेणी क्रम करता है और प्रत्येक को श्रेणी क्रम देता है जिसे अब जोखिम प्राथमिकता संख्या के रूप में जाना जाता है तो दोष का उच्च आवृत्ति दोष अधिक होता है और स्पष्ट रूप से इसका श्रेणी क्रम अधिक होना चाहिए और इसी तरह यदि समस्या की गंभीरता बहुत अधिक है और श्रेणी क्रम अधिक होगी और इसके विपरीत भी सत्य है तोएक पैमाना मान लें कि 0 से 10 तक इसलिए अगर इंजन के हुड क्षेत्र पर पर मढ़े हुए नट के बारे मे बात करते हैं तो यहाँ नट को उच्च गुणवत्ता का होना चाहिए जाहिर है नट ने बोल्ट के टॉर्क को नियंत्रित किया है नट को आमतौर पर शरीर में झाला वेल्डेड किया जाता है और इसमें ब्रैकेट्स को सुदृढ़ किया जाता है जिससे इसे नियंत्रित किया जाता था हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि इंजन में मढ़ा हुआ क्रॉस मेंबर है जो इंजन के निचले भाग में आता है जो इंजन का समर्थन करता है जो वास्तव में शरीर में उन विशेष नट्स के लिए लगाया जाता है इसलिए विचार यह है कि यहां हम क्रॉस थ्रेडिंग के लिए प्रयास नहीं कर सकते हैं इसलिए क्योंकि अगर वहाँ क्रॉस थ्रेडिंग की संभावना है तो इंजन का ब्रैकेट उन स्थानों में से एक से बाहर आ सकता है जिसके परिणामस्वरूप उस इंजन में बढ़ते कदम से जुड़ी कुछ प्रकार की विफलताएं हो सकती हैं इसलिए हमें यह अध्ययन करना होगा कि इस समस्या की गंभीरता का स्तर क्या है यह संभवत गंभीर समस्याओं में से एक है सबसे गंभीर समस्या जो कि कुछ ऐसी तुलना में सामने आएगी वह वाहनों के सौंदर्य से संबंधित है उदाहरण के लिए हालांकि आप सभी जानते हैं कि प्रबंधन की ये रणनीति कुछ निश्चित निर्णय लेने के लिए भी शामिल है हो सकता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि इन मुद्दों से संबंधित एक मोटर वाहन के शरीर की पेंटिंग को कभी कभी आवश्यकता से अधिक प्राथमिकता दी जाय जाहिर है हमें कम से कम एक प्रणाली बनानी होगी जो दोषों को चित्रित करे या कुछ विशेष स्तर पर समान रूप से करे तो यह विचार यह है कि कार्यशाला के आधार पर आप अपनी समस्याओं की पहचान करते हैं और इस प्रक्रिया में आपका योगदान कैसे होता है और जोखिम प्राथमिकताओं की संख्या के आधार पर प्राथमिकताएं जो आपको पेंट कार्यशाला के लिए उस विशेष कार्यशाला के आधार पर दी जाती हैं उदाहरण के लिए एक पेंट धूल महत्वपूर्ण हो सकती है जो बिलकुल इसके समान है जैसे इंजन के मढ़े हुए सदस्य संयोजन में आपस मे जुड़ रहे हों तो एक व्यक्तिगत क्षेत्र के आधार पर आप एक निशान लगा सकते हैं आप तदनुसार श्रेणी जानते हैं तो जाहिर है आपके पास तंत्र की पता लगाने की क्षमता है कि कितना मुश्किल है या आसान है अगर यह एक समस्या है जिसका पता लगाना बहुत मुश्किल है तो इस की तुलना में जाहिर है उस विशेष समस्या की श्रेणी क्रम जो 0 से 10 के पैमाने पर बढ़ती है उसका पता लगाना आसान है और श्रेणी क्रम थोड़ा कम होगा तो यह जोखिम प्राथमिकता संख्या के RPN को तैयार करता है और अब आप RPN के घटते क्रम के आधारों पर संगठित करते हैं जाहिर है जब पहले RPN की उच्चतम संख्या है तो गंभीर समस्याएं होंगी और यह स्थिति को पता लगाना बहुत मुश्किल है और इसके विपरीत भी सत्य है तो अब RPN पर अब समस्या का विश्लेषण करते हैं और लक्ष्य यह है कि आप कम से कम पहले तीन या चार समस्या को समाप्त करना शुरू कर दें और फिर अध्ययन करें कि किस स्तर पर समस्या का परिणाम मिलता है और फिर अगले तीन या अगले चार का अध्ययन करना चाहिए हमें खुद को उन सभी के प्रति भी प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए लेकिन अध्ययन पहले 3 या 4 RPN का किया जा सकता है जो एक संभावित विफलता हो सकती है और उन्हें समाप्त कर सकती है और अगली घटना उच्च और श्रेणी क्रम कम हो सकती है इसलिए जाहिर है वे निम्न श्रेणी में होंगे इसलिए आप आंकड़ों का उपयोग करके समस्याओं का विश्लेषण करने के लिए और इस RPN या जोखिम प्राथमिकता संख्या को मैप करने के लिए विभिन्न प्रारूपों में उपयुक्त साधन का उपयोग करते हैं और फिर स्पष्ट रूप से आप उन्हें कम करने के लिए प्रक्रिया इंजीनियरों द्वारा दिए गए कुछ सुझावों को लागू करते हैं और इस तरह से आप वास्तव में यह देखने में सक्षम हैं कि सुधार के बाद RPN कैसे युद्धरत है इसलिए मूल रूप से जब आप विफलता मोड की पहचान करते हैं तो आप हमेशा एक प्रतिवाद कर सकते हैं ताकि उन मोड को समाप्त कर दिया जाए और फिर तंत्र पर लागू होने वाली प्रतिवाद के बाद RPN को फिर से मूल्यांकन करें यदि RPN नीचे आ रहा है तो देखें इसलिए इस बात पर नज़र रखी जाती है कि आप किस प्रकार उच्चतम तुकबंदी या सबसे कठिन दोष को को समाप्त कर रहे हैं बहुत ही संगठित तरीके से प्रतिचित्रण सबसे अच्छे व्यक्ति द्वारा दी जाती है जो सीधे प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है तो आपके पास एक RPN नंबर है और आप RPN नंबर को कम करने के लिए प्रतिकूल उपाय दे रहे हैं और प्रतिकूल उपाय की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर अंत में विचार यह है कि एक बार ये सभी RPN अगले स्तर तक कम हो जाते हैं तो आप अगले तीन RPN ले सकते हैं और फिर से अगले स्तर को कम करने की कोशिश कर सकते हैं तो इस तरह से आप वास्तव में इस पूरे विश्लेषण को करके पूरी प्रक्रिया का मूल्यांकन कर सकते हैं इस विश्लेषण को अनिवार्य रूप से विफलता विधि प्रभाव विश्लेषण तकनीक के रूप में जाना जाता है इसलिए मुझे लगता है कि मैंने सैद्धांतिक परिचय बनाया है हम समय के हित में यहां इस मॉड्यूल को बंद कर देंगे अगला मॉड्यूल में हम वास्तव में एक पेंट की कार्यशाला पर एक FMEA करने जा रहे हैं जिसे मैंने विशेष प्रभाव के लिए चित्रित किया है और हम इस संदेश पर यहां बंद कर देंगे कि यह सैद्धांतिक परिचय RPN में क्या हुआ है वास्तव में अब लागू किया जाएगा और आप देखते हैं कि तालिका कैसे बनाई जाती है या आप बहुत ही गंभीर रूप से जांचते हैं कि यह क्या प्रारूप है जिसमें यह पूरी FMEA बना है जिसे आप बात कर रहे हैं या जिसे आप FMEA से संबंधित प्रलेखन के रूप में बेहतर जानते हैं